तो इंजीनियरिंग गणित II पर व्याख्यान में आपका स्वागत है इसलिए यह लैपलेस ट्रांसफॉर्म के अनुप्रयोगों पर व्याख्यान संख्या 60 है और यह इस विषय पर दूसरा व्याख्यान है हम पहले ही हल करने के लिए कुछ अनुप्रयोगों के माध्यम से जा चुके हैं उदाहरण के लिए प्रारंभिक मूल्य समस्या इंटीग्रल समीकरण तो आज के व्याख्यान में हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म का उपयोग करके एक इंटेग्रो डिफरेंशियल एक्वेशन को हल करने के तरीके के बारे में जानेंगे और साथ ही हम डिफरेंशियल एक्वेशन्स की प्रणाली को हल करने की संभावना पर भी गौर करेंगे और अंत में हम बात करेंगे कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म का उपयोग करके पार्शियल डिफरेंशियल एक्वेशन्स को कैसे हल किया जाए तो पिछले व्याख्यान से याद करने के लिए हम इंटीग्रल और डिफरेंशियल एक्वेशन्स के कई उदाहरणों से गुजरे हैं जिन्हें लैपलेस ट्रांसफॉर्म का उपयोग करके हल किया जा सकता है तो उन सभी इंटीग्रल या अवकल समीकरणों को हल करने के लिए महत्वपूर्ण कदम यह थे कि हमें दिए गए अंतर या इंटीग्रल समीकरणों के दोनों तरफ लैपलेस ट्रांसफॉर्म करने की आवश्यकता है और फिर हम दिए गए या रूपांतरित समीकरण को इस रूप में सरल बनाकर प्राप्त करेंगे ताकि y का लैपलेस ट्रांसफॉर्म 𝑠 के कुछ फ़ंक्शन के बराबर हो और यहाँ इस संक्रमण के दौरान यदि समीकरण था या अवकल समीकरण स्थिर गुणांक के साथ था तो इस रूप को प्राप्त करना बहुत आसान था लेकिन अगर उस मामले में समीकरण में चर गुणांक था तो हमें 𝐹𝑠 के बराबर y के इस लाप्लास ट्रांसफॉर्म को प्राप्त करने के लिए अधिकांश मामलों में रैखिक डिफरेंशियल एक्वेशन को फिर से हल करने की आवश्यकता है और एक बार जब हमारे पास यह रूप हो जाता है तो हमें इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेने की आवश्यकता होती है ताकि हम इस फ़ंक्शन 𝐹 𝑠 का इनवर्स लेकर वांछित अज्ञात प्राप्त कर सकें इसलिए आज हम इंटेग्रो डिफरेंशियल एक्वेशन के साथ जारी रखेंगे इसलिए इंटेग्रो डिफरेंशियल एक्वेशन में हमारे पास अंतर पद के साथ साथ इंटीग्रल टर्म भी होंगे जैसे इस उदाहरण में हमारे पास है dydt4y130tydu3e 2tsin 3t एक इंटीग्रल है जहां यह अज्ञात 𝑦 एक इंटीग्रैंड के रूप में है और दाहिना हाथ t का एक फलन है और प्रारंभिक शर्त दी गई है क्योंकि यह डेरीवेटिव दिया गया है इसलिए हमें वहां कुछ शर्त रखनी चाहिए तो हमें एक शर्त की आवश्यकता है क्योंकि यह 𝑦 में पहला आदेश है तो यहाँ 𝑦 को 0 पर दिया गया है और मान 3 है तो प्रक्रिया समान रहेगी और हम इस समीकरण के दोनों ओर लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे इसलिए उदाहरण के लिए हमारे पास डेरीवेटिव थ्योरम का उपयोग करते हुए यह dydt है इसलिए हमारे पास sY y4Y13Ys33s229 है और यहां यह एक है अभिन्न तो हम इन इंटीग्रल के दो प्रकारों को संभाल सकते हैं एक इस तरह का 0 से 𝑡 का यह प्रत्यक्ष इंटीग्रल है तो हम बस उस प्रॉपर्टी को लागू कर सकते हैं कि इंटीग्रल का लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्या है तो यहाँ हमें केवल 𝑦 और इस इंटीग्रैंड के लाप्लास रूपांतर से विभाजित करना है तो यह एक संभावना है हमने पिछले व्याख्यान में अन्य संभावना देखी है कि यदि हमारे पास यह कनवल्शन टाइप इंटीग्रल है जिसे उस कनवल्शन प्रमेय को लागू करके इस लैपलेस ट्रांसफॉर्म का उपयोग करके भी नियंत्रित किया जा सकता है तो दाहिनी ओर भी हमें लैपलेस ट्रांसफॉर्म लेने की जरूरत है और हमने ले लिया है इसलिए हमें इस शिफ्टिंग थ्योरमका उपयोग करने की आवश्यकता है क्योंकि e 2t वहाँ sin 𝑡 के साथ है तो sin 3𝑡 के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म यह 3s29 होगा और इस e 2t के कारण शिफ्ट हो जाएगा इसलिए s को 𝑠 2 से बदल दिया जाता है ऐसा करने के बाद हम दी गई प्रारंभिक स्थिति का उपयोग करेंगे इसलिए 𝑦 को 3 बाकी यहाँ हमारे पास यह s2 है जब हम इस सामान्य भाजक को बनाते हैं तो हमारे पास s2 होता है और फिर 𝑌𝑠 के साथ 4 के साथ एक पद होगा और यहां यह 13 भी 𝑌𝑠 के साथ होगा तो हमारे पास बाईं ओर यह s24s13sY है और शेष हमारे पास दायीं ओर है यह 9s2293 है तो अब हम सब कुछ दाहिनी ओर ले जा सकते हैं यहाँ इस 𝑌𝑠 की अपेक्षा करें तो Y9ss22923ss229 यह पूरा वर्ग पद आएगा क्योंकि यह भी वही पद है s229 और यहाँ भी मिलेगा तो 3ss229 और अब अंतिम चरण के रूप में हमें इस इनवर्स ट्रांसफॉर्म के लिए जाने की जरूरत है इसलिए हमें यहां इनवर्स ट्रांसफॉर्म लेना होगा और हमने इस शिफ्टिंग थ्योरमका फिर से उपयोग किया है इसलिए e 2t निकलेगा और 9s2923s29 का इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म होगा यहाँ भी यह s 2 से स्थानांतरित हो गया है इसलिए हमारे पास s292 है और s को अब 𝑠 − 2 के रूप में लिखा जाता है तो अब 𝑦𝑡 के लिए यह व्यंजक होने पर कि हमें इस इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म को लेने की आवश्यकता है तो आइए इसे इन भिन्नों में तोड़ें इसलिए हमारे पास 9ss292 है तो हमारे पास 18s292 है और यहां हमारे पास यह 3ss29 है और एक पद −6 है जिसे यहां 1 − 7 लिखा गया है ताकि जुड़ तो −6 हो जाए हमारे पास 1s29 7s29 है यह वही टर्म है और अब हम क्या करेंगे तो यहाँ 9ss292 जैसा है और यह पद इस पद के साथ यहाँ है इसलिए इन दोनों शब्दों को अब एक विशेष रूप में मिला दिया गया है तो यहाँ s292 और फिर हमें यहाँ s29 से गुणा करना होगा और इस पद से s29 से भाग करना होगा ताकि आम हर हो ताकि s29 इस −18 के साथ मिलकर यह देगा और फिर हमारे पास 3ss29 जैसा है वैसा ही है और हमारे पास 7s29 है और अब हम इन लाप्लास इनवर्सों को जानते हैं इसलिए as2a2 का लाप्लास इनवर्स sin 𝑎𝑡 है जिसे हम जानते हैं और जब हमारे पास ss2a2 होता है तो हमारे पास यह 𝑡 cos 𝑎𝑡 और L 1as2a2 के बराबर होता है जो 𝑡 sin 𝑎𝑡 देता है और फिर यहाँ s2 a2s2a22 जहां s2 a2s2a22 यानी 𝑡 cos 𝑎𝑡 तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए अब हम इन भावों की तलाश कर सकते हैं उदाहरण के लिए हमारे पास यह एक 9ss292 है तो यह इस रूप में बिल्कुल फिट है और s2 9s292 जो इस रूप में खिला रहा है और ये कुछ कॉस और साइन रूप हैं तो इन लाप्लास ट्रांसफॉर्म को लेते हुए हमें जो मिलता है 𝑦𝑡 बराबर है e 2t32 t sintt cos 3t3 cost 3t 73sin 3t फिर इस वजह से हमारे पास यहां 32 t sin3t है फिर हमारे पास इस सूत्र के कारण 𝑡 cos 3𝑡 है और फिर 3 cos 3𝑡 और फिर 73sin 3t हर पर 3 होने की भरपाई करने के लिए है तो हमारे पास यह 73sin 3t है तो यह इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म और दिए गए डिफरेंशियल एक्वेशन या इंटेग्रो डिफरेंशियल एक्वेशन का समाधान है यहाँ हम अवकल समीकरणों के निकाय का केवल एक उदाहरण लेंगे तो इस मामले में हमारे यहां दो समीकरण हैं dxdt 2𝑥 − 3𝑦 और dxdt𝑦 − 2𝑥 तो हम इस सरल उदाहरण के द्वारा इस विचार को प्रदर्शित करेंगे लेकिन कोई और भी बहुत कुछ कर सकता है इसलिए यहां प्रारंभिक शर्तों के अधीन हमारे पास 𝑥 8 और 𝑦 3 है इसलिए समाधान के लिए हमें फिर से समान चरणों का उपयोग करना होगा इसलिए हम dxdt पर लैपलेस ट्रांसफॉर्म लागू करते हैं इसलिए हमें 𝑠𝑋𝑠 − 𝑥 मिलेगा दाईं ओर हमारे पास 2𝑋𝑠 − 3𝑌𝑠 है इसी तरह दूसरे समीकरण के लिए हमें इस लैपलेस ट्रांसफॉर्म को लागू करना होगा इसलिए दूसरे समीकरण के लिए इस लैपलेस ट्रांसफॉर्म को लेने के बाद हम फिर से 𝑠𝑌𝑠 − 𝑦 प्राप्त करेंगे यहां इस डेरीवेटिव थ्योरम को लागू करके और दाईं ओर हमारे पास 𝑌𝑠 − 2𝑋𝑠 के लिए है तो ये 𝑥 और y वे अज्ञात हैं और 𝑡 यहां स्वतंत्र चर है इसलिए हमने दोनों समीकरणों में लाप्लास ट्रांसफॉर्म लागू किया है और हमें ये रूपांतरित समीकरण मिले हैं अब प्रत्येक समीकरण में हम उदाहरण के लिए यहाँ इस 𝑥 का उपयोग कर सकते हैं और यहाँ हम 𝑦 का उपयोग कर सकते हैं तो हम यहाँ 𝑠 − 2𝑋𝑠 3𝑌𝑠 8 प्राप्त करेंगे इसी तरह यहाँ इस 𝑦 को 3 के रूप में उपयोग करने के बाद हम 2𝑋𝑠 𝑠 − 1𝑌𝑠 प्राप्त करेंगे और दाहिने हाथ की ओर 3 जाता है तो अब हमारे पास ये दो समीकरण हैं ये दो रूपांतरित समीकरण हैं और हम उदाहरण के लिए पहले 𝑌 या 𝑋 पहले किसी भी तरीके से समाप्त कर सकते हैं इसलिए हम एक चर या तो 𝑋 या 𝑌 को समाप्त करते हैं और फिर हमें अपने 𝑋𝑠 के लिए एक अभिव्यक्ति प्राप्त होगी और फिर इस अलग स्थिति में उदाहरण के लिए यदि हम 𝑋𝑠 को समाप्त करते हैं तो हमें फ़ंक्शन 𝑌𝑠 के रूप में प्राप्त होगा का इसलिए उदाहरण के लिए यदि हम 𝑌𝑠 को समाप्त करने के लिए दोनों से 𝑌𝑠 को हटाते हैं तो यहां हमें उदाहरण के लिए इस पहले समीकरण को 𝑠 1 से गुणा करना होगा और दूसरा समीकरण हम 3 से गुणा कर सकते हैं तो उस स्थिति में ये 𝑌𝑠 पद यहां समान होंगे हमारे पास 3𝑠 1 होगा यहां भी हमारे पास 3𝑠 1 है और फिर हम एक दूसरे से घटा सकते हैं हम प्राप्त करेंगे समीकरण तो यहाँ हमारे पास 𝑠 2𝑠 1𝑋𝑠 है और यहाँ हमारे पास 6𝑋𝑠 है तो यह 𝑠 1𝑠 2 और फिर जब हम इसे घटाते हैं तो हमारे पास −6𝑋𝑠 होता है दाहिनी ओर यह 8𝑠 1 होने जा रहा है और फिर हमारे पास 9 हैं तो 9 हमारे पास यह समीकरण है जो केवल 𝑋𝑠 है इसलिए हम इस 𝑋𝑠 को के इस फ़ंक्शन को दायीं ओर ला सकते हैं तो हमारे पास 8s 17S1 है और यह अंतिम चरण होगा अब हमें इनवर्स लेना है और हमें 𝑥𝑡 प्राप्त होगा अतः यहाँ से इनवर्स लेते हुए हम t के पदों में चर 𝑥𝑡 प्राप्त करेंगे तो हमें 5e t3e4t मिलता है तो इस 𝑥𝑡 के होने पर या तो हम समीकरणों में से किसी एक से प्राप्त कर सकते हैं इसलिए इस डेरीवेटिव को वहां प्राप्त करने से हम सीधे इस समीकरण से y प्राप्त कर सकते हैं या हम इसी तरह से आगे बढ़ सकते हैं जैसा कि हमने यहां समाप्त कर दिया है 𝑌𝑠 अब हम 𝑋𝑠 को समाप्त कर सकते हैं तो इन समीकरणों के होने और उदाहरण के लिए यदि आप 𝑋𝑠 को खत्म करना चाहते हैं तो यहां हमें पूरे समीकरण को 2 से गुणा करना होगा यहां हमें पूरे समीकरण को 𝑠 2 से गुणा करना होगा और फिर हम इसे घटा सकते हैं तो हमें वहां क्या मिलेगा हमारे पास 6 − 𝑠 − 1𝑠 − 2𝑌𝑠 होगा दाहिने हाथ की ओर 16 − 3𝑠 − 2 होगा इसलिए इसे फिर से रखते हुए हम इसे Y3s 22s2 3s 4 के रूप में फिर से लिख सकते हैं और फिर से अंतिम चरण के रूप में हमें इसके इनवर्स के लिए जाना होगा इसलिए हम इस आंशिक भिन्न को करने के बाद इनवर्स ट्रांसफॉर्म करेंगे तो हम 5e t 2e4t प्राप्त करेंगे तो इस तरह हम रैखिक समीकरणों की एक प्रणाली को भी संभाल सकते हैं हम समान चरणों का पालन कर सकते हैं हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना होगा और फिर 𝑋𝑠 और 𝑌𝑠 प्राप्त करने के लिए इस रूपांतरित समीकरण को फिर से हल किया जाएगा और अंत में हमें बस यह इनवर्स ट्रांसफॉर्म प्राप्त करना है अब हम पार्शियल डिफरेंशियल एक्वेशन्स का हल प्राप्त करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल एक्वेशन्स के लिए यहाँ मुख्य अंतर यह है कि इसमें एक से अधिक स्वतंत्र चर होंगे इसलिए हमें मूल रूप से यह सोचना होगा कि लैपलेस ट्रांसफॉर्म लेने के लिए हमें किस वेरिएबल की आवश्यकता है और यह मामला बहुत स्पष्ट है कि जब भी कोई t होगा तो हम केवल समय चर के साथ जाएंगे क्योंकि आमतौर पर समय 0 से शुरू होता है इसलिए 0 से ∞ तक जैसा कि हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म की सीमा है तो यहाँ हम अज्ञात चर u𝑥𝑡 के लाप्लास ट्रांसफॉर्म को निरूपित करते हैं मान लीजिए हम 𝑢𝑥𝑡 या 𝑦𝑥𝑡 के साथ काम करेंगे अतः ये दो स्वतंत्र चर 𝑥 और हैं तो हम इस लाप्लास ट्रांसफॉर्म को 𝑡 के संबंध में लेंगे और इसे हम इस 𝑈 से निरूपित करेंगे 𝑥 जैसा है वैसा ही रहेगा और यह इस पैरामीटर में रूपांतरित हो जाएगा तो यह 𝑈𝑥 𝑠 𝑢𝑥𝑡 के लाप्लास ट्रांसफॉर्म को 0e stuxtdt के रूप में परिभाषित किया गया है तो यहाँ इस 𝑥 को स्थिर माना जाएगा और हम 𝑡 पर इंटेग्रटिंग कर रहे हैं और अंत में हम इस 𝑠 को इस रूपांतरित अज्ञात में पेश कर रहे हैं इसलिए 𝑈 तो 𝑈𝑥 𝑠 इस 0e stuxtdt के बराबर है तो हमारे पास वे सभी संभावनाएं हैं कि यदि हम इस लाप्लास ट्रांसफॉर्म को 𝑥 के संबंध में इस पार्शियल डेरीवेटिव में लागू करना चाहते हैं इसलिए चूंकि हम इस डेरीवेटिव को नहीं ले रहे हैं यह लाप्लास t के संबंध में रूपांतरित होता है इसलिए इस 𝑥 को स्थिर माना जाएगा इसलिए उदाहरण के लिए यदि हम परिभाषा को लागू करते हैं तो हमारे पास 0e stuxtdt है और हम इस x को बाहर ddx के रूप में लिखेंगे क्योंकि इसे इस t पर इंटेग्रटिंग किया जाएगा तो हमारे पास वास्तव में केवल एक चर होगा तो s रूपांतरित मामले के लिए एक पैरामीटर है तो हमारे पास x0e stuxtdt है और हमारे नोटेशन के अनुसार हम इसे 𝑈 के रूप में निरूपित कर रहे हैं जो कि t के संबंध में 𝑢𝑥𝑡 का लाप्लास रूपांतर है तो यहाँ हमारे पास dUdx है इसलिए यह डेरीवेटिव पद dUdx यथावत रहेगा क्योंकि हम ऐसा नहीं कर रहे हैं या हम x के संबंध में लाप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं ले रहे हैं लेकिन जब हमारे पास यह utहै तो अब डेरीवेटिव t के संबंध में है और t के संबंध में यह डेरीवेटिव होने पर जब हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो वह डेरीवेटिव हटा दिया जाएगा इसलिए यह एक डेरीवेटिव थ्योरम की तरह है जो अब लागू होगा इसलिए यदि हमारे पास यह 0e stutdt है तो यदि हम पार्शियल डेरीवेटिव लेते हैं तो यहां e st और ut आपको देंगे और फिर यह सीमा 0 से ∞ तक और फिर से वही होता है इसलिए e st के साथ e st और फिर ut इस utका समाकलन लेते समय u होगा तो यह पहला पद जब u जब यह t e st के कारण ∞ पर जाता है तो यह पद लुप्त हो जाएगा और जब t 0 हो जाएगा तब हमारे पास 𝑥 0 पद होगा तो हमारे पास −𝑢 है इसलिए हमारे पास यह e stu और यह इंटीग्रल शब्द है इसलिए जब t पर ∞ जाता है तो वह गायब हो जाएगा और हमारे पास यह −𝑢𝑥 0 इस 0 के कारण है दूसरे पद के लिए हमें इस e st में अंतर करना होगा इसलिए −𝑠 पद आएगा और फिर हमारे पास इस शब्द ut के एकीकरण के कारण u है तो परिणामस्वरूप हमें क्या मिलेगा हमें यह −𝑢𝑥 0 मिलेगा और दूसरा पद हमारे पास s इंटीग्रल 0ue stdt होगा तो इसे इस तरह माना जाएगा जब हम t यहाँ ut के संबंध में लैपलेस ट्रांसफ़ॉर्म ले रहे हैं यह −𝑢𝑥 0 𝑠𝑈𝑥 𝑠 होगा तो यह वास्तव में या सटीक रूप से हमारे पास डेरीवेटिव थ्योरम है क्योंकि यह t के संबंध में डेरीवेटिव है और हम t के संबंध में भी लाप्लास रूपांतर ले रहे हैं इसलिए यह डेरीवेटिव थ्योरम अब काम करेगा तो हमारे पास −𝑢𝑥 0 इस t को 0 से बदलने के साथ है और 𝑠𝑈𝑥 𝑠 इसलिए x जैसा है वैसा ही रहेगा और t के संबंध में हमारे पास वास्तव में डेरीवेटिव थ्योरम है तो हमारे पास ये दो नियम हैं जब भी हम लाप्लास ट्रांसफ़ॉर्म को ut पर लागू करते हैं तो हमारे पास वहाँ होगा और जब हम लैपलेस ट्रांसफॉर्म को ut पर लागू करते हैं तो उस स्थिति में हमारे पास −𝑢𝑥 0 होता है इसलिए यह ut डेरीवेटिव थ्योरम है और उदाहरण के लिए हमारे पास x के संबंध में दोहरा डेरीवेटिव है इसलिए यह प्रभावित नहीं होने वाला है हम डेरीवेटिव के साथ रहेंगे और यह u इस U में इसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म के रूप में परिवर्तित हो जाएगा तो अगली बार जब हमारे पास 𝑡 के संबंध में डबल डेरीवेटिव होता है तो t के संबंध में दो गुना डेरीवेटिव होता है तो हमारे पास दूसरे क्रम के मामले के लिए डेरीवेटिव थ्योरम है हमारे पास s2Uxs sux0 utx0 है तो इस x को स्थिर रखते हुए और हमने इस डेरीवेटिव थ्योरम को लागू किया है तो अंतिम परिणाम हम कुछ पार्शियल डिफरेंशियल एक्वेशन्स में उपयोग कर रहे हैं जो एक मिश्रित डेरीवेटिव है इसलिए जब भी हमारे पास मिश्रित डेरीवेटिव होता है तो x के संबंध में डेरीवेटिव वही रहेगा और t के संबंध में डेरीवेटिव को इस डेरीवेटिव थ्योरम के रूप में माना जाएगा तो हमारे पास यह ddx जैसा है और इस पहले डेरीवेटिव में यह −𝑠𝑢𝑥 0 शब्द होगा और यह 𝑠𝑈𝑥 𝑠 यहाँ हमारे पास x के संबंध में अवकलज है अतः x के सापेक्ष अवकलज तो यह डेरीवेटिव थ्योरम है जैसा कि हमारे यहाँut है इसलिए इसका उपयोग किया जाएगा और ddx जैसा है वैसा ही रहेगा तो हम बस वहाँ से देख सकते हैं तो इस दूसरे डेरीवेटिव के कारण के संबंध में केवल डेरीवेटिव शब्द अतिरिक्त आएगा तो अब हमारे पास उदाहरण है जहां हम इसे निम्नलिखित प्रारंभिक सीमा मूल्य समस्या को हल करना चाहते हैं तो हमारे पास uxut है यह प्रथम कोटि का समीकरण है और यहाँ ये स्थितियां हैं इसलिए सामान्यतया यह 𝑢𝑥 0 जब 𝑡 0 के बराबर होता है इसलिए इसे प्रारंभिक स्थिति कहा जाता है और फिर हमारे यहां सीमा की स्थिति है जब हमने इस x को 0 के बराबर कहा है तो इन दो शर्तों के साथ अब हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म लागू कर सकते हैं और इन प्रारंभिक स्थिति को शुरुआत में ही शामिल किया जाएगा तो इस लाप्लास ट्रांसफॉर्म को लेते समय हम इसे यहाँ ddxUxs प्राप्त करेंगे और t के कारण दाईं ओर यह डेरीवेटिव थ्योरम होगा तो हमारे पास 𝑠𝑈𝑥 𝑠 𝑥 0 है तो हम वहां से 𝑢𝑥 0 का उपयोग कर सकते हैं इसका मतलब है कि हमारे पास ddxUxs− 𝑠𝑈𝑥 𝑠 −𝑥 है और फिर हम इस रैखिक समीकरण को हल कर सकते हैं इसलिए फिर से हमें एक साधारण रैखिक साधारण डिफरेंशियल एक्वेशन मिल रहा है तो यहां e sx इंटेग्रटिंग फैक्टर होने जा रहा है तो यहाँ समाकलन कारक e s∫ 𝑑𝑥 है e sxजो समाकलन कारक है और फिर हम समाधान को 𝑈𝑥 𝑠e sx बराबर xxe sx𝑑𝑥 𝑐 के रूप में लिख सकते हैं इसका मतलब है कि इस एकीकरण के बाद अब हमारे पास e sx है इसलिए x जैसा है वैसा ही रहेगा और e sx इंटेग्रटिंग है तोe sx s फिर ऋण चिह्न और फिर हमारे पास e sx s है और यह ऋण और वह ऋण इसे जोड़ देगा लेकिन यहाँ वह चिन्ह रहेगा और फिर x का अवकलज 1 होगा तो हमारे पास यह समीकरण है जिसे फिर से इस रूप में इंटेग्रटिंग किया जा सकता है इसलिए हमारे पास e sxs2 है और जब हम इस e sx को दूसरी तरफ लाते हैं ताकि e sx रद्द हो जाए तो इस पहले पद में हमारे पास xs है दूसरे पद में हमारे पास यह 1s2 है और फिर तीसरा c है और बाईं ओर से हमें यह e sx मिला है अब हम बाउंड्री कंडीशन का उपयोग कर सकते हैं जो कि 𝑢0𝑡 t के बराबर है तो इस सीमा की स्थिति का उपयोग करते हुए हमें अब इस सीमा की स्थिति के लाप्लास रूपांतर को भी लेना होगा तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म को लेते हुए हम प्राप्त करेंगे 𝑈0 𝑠 t के लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बराबर है जो कि 1s2 है तो यह जानकारी होने पर अब हम इस समीकरण में उपयोग कर सकते हैं तो 𝑈0 𝑠 जो कि 1s2 है हमने x को 0 के रूप में लिया है तो वह अब गायब हो जाएगा क्योंकि इस वजह से 1s2 है और फिर 𝑐𝑒 −𝑠𝑥 और इसे xसे 0 पर रखने पर हमारे पास 1 होता है तो अब हमारे पास यह समीकरण है कि 1s21s2 𝑐 के बराबर है और यह रद्द हो जाएगा और हम 𝑐 को 0 के बराबर प्राप्त करेंगे इसलिए इस 𝑐 को 0 के बराबर रखते हुए हमें यह 𝑈𝑥 𝑠 xs1s2 के रूप में मिला है और फिर से इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेने के बाद इसलिए x जैसा है और 1s इसलिए 1s का लाप्लास इनवर्स 1 है और इस 1s2 का लाप्लास इनवर्स जो t है अतः दिए गए पार्शियल डिफरेंशियल एक्वेशन का हल केवल है यह एक और डिफरेंशियल एक्वेशन है हमारे पास utxuxxहै दाहिनी ओर x धनात्मक t धनात्मक के लिए x है यह समीकरण निम्नलिखित प्रारंभिक और सीमा स्थितियों के साथ दिया गया है तो हमारे पास यह 𝑢𝑥 0 है इसलिए यह हमारी प्रारंभिक स्थिति है क्योंकि t के बराबर 0 पर यह निर्धारित है और इस मामले में यह x बराबर 0 है इसलिए यह एक और शर्त है जिसे हम बाउंड्री कंडीशन कहते हैं तो इस आदेश के आधार पर इन प्रारंभिक और बाउंड्री कंडीशंस के साथ हमारे पास पूरक शर्तों की संख्या है तो ये दोनों पहले क्रम की शर्तें हैं और इसलिए हमारे पास केवल एक प्रारंभिक शर्त और एक बाउंड्री कंडीशन है लाप्लास को अब t के संबंध में बदलने से क्या होगा हमारे यहां डेरीवेटिव थ्योरम 𝑠𝑈𝑥 𝑠 𝑥 0 है दूसरा पद xddxUxs है क्योंकि हम t के संबंध में लैपलेस ले रहे हैं और यह 𝑈 यह रूपांतरित चर 𝑈𝑥 𝑠 होगा और दाईं ओर हमारे पास 𝑥 है और फिर 1 का लाप्लास रूपांतर है जो 1s है तो इसके लिए 𝑠 0 यह मान्य है अब हम प्रारंभिक शर्त 𝑢𝑥 0 लागू कर सकते हैं जो कि 0 है इसलिए यह शब्द गायब हो जाएगा और हमारे पास यह यहाँ है ddxUxssx𝑈𝑥 𝑠 और फिर हमारे पास दाहिनी ओर 1s है तो sx𝑈𝑥 𝑠xs जो फिर से रैखिक डिफरेंशियल एक्वेशन है और हम इस इंटेग्रटिंग फैक्टर के बारे में सोच सकते हैं तो इसका समाकलन कारक e∫sx 𝑑𝑥 होगा इसलिए यह es ln 𝑥 है इसलिए यह eln 𝑥s है इसलिए यह xs है तो यह इंटेग्रटिंग फैक्टर xs है जिसका उपयोग यहां किया गया है तो 𝑥 इस इंटेग्रटिंग फैक्टर xs में है तो हमारे पास dx पर इंटेग्रटिंग इस इंटेग्रटिंग फैक्टर द्वारा 1s के रूप में दाईं ओर गुणा किया गया है और साथ ही यह c है अब हम इस xs को दायीं ओर भी ला सकते हैं और हमारे पास 𝑈𝑥 𝑠 बराबर है इस xs को इंटेग्रटिंग किया जाएगा इसलिए हमारे पास xs1s1 है और यह xs इस xs1 को रद्द कर देगा हमारे पास केवल एक 𝑥 होगा और cxs तो हमारे पास यह अब रूपांतरित चर है सब कुछ एकत्रित है तो बाएं हाथ की ओर केवल 𝑈𝑥 𝑠 है दाहिने हाथ की s ओर xऔर का कार्य है जिसे अब हम इनवर्स के लिए सोच सकते हैं और हमारे पास 𝑈𝑥 𝑠 1s1xcxs है और अब हमारे बाउंड्री कंडीशंस की स्थिति है इसलिए सीमा की स्थिति 𝑢0𝑡 0 के रूप में दी गई थी इसलिए 𝑥 बराबर 0 पर यह निर्धारित किया गया था तो 𝑢0𝑡 0 था जब हम लैपलेस ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो हमें 𝑈0 𝑠 0 के बराबर मिलेगा और अगर हम इसे वहां लागू करते हैं तो अगर हम 𝑥 को 0 के बराबर रखते हैं और तो यह 0 यहां भी 0 होगा फिर हमारे पास cxs है जिससे वास्तव में c के0 बराबर होगा तो 𝑈𝑥 𝑠 होगा xss1क्योंकि 𝑐 0 है और फिर आंशिक भिन्नों को लेते हुए हमारे पास 1s 1s1 − 1 𝑠1 है और फिर हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए जा सकते हैं जिसमें यह x है वहां और 1s सिर्फ 1 होगा और फिर हमारे पास यहां e t है इसलिए यह दिए गए डिफरेंशियल एक्वेशन का एक समाधान है यहां हमारे पास यह हीट एक्वेशन है जिसे हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म का उपयोग करके हल कर सकते हैं हमने पहले फूरियर ट्रांसफॉर्म का उपयोग करके इसे हल किया है अब हम ऐसे समीकरणों को हल करने के लिए लैपलेस ट्रांसफॉर्म के आवेदन को देखेंगे जहां x सकारात्मक है t सकारात्मक है यह 𝑥 0 1 दी गई प्रारंभिक स्थिति है और ये x के बराबर 0 पर और यहां पर जब x ∞ पर जाता है तो ये बाउंड्री कंडीशन हैं तो ये बाउंड्री कंडीशन हैं और यह प्रारंभिक शर्त है और अब हम हमेशा की तरह लाप्लास ट्रांसफॉर्म को लागू करते हैं इसलिए हमें t के संबंध में यह डेरीवेटिव थ्योरम s प्राप्त होगा इस 𝑈𝑥 𝑠 के x के संबंध में दाईं ओर डबल डेरीवेटिव होगा फिर एक तरफ लेते हुए हमारे पास ddx2𝑈𝑥 𝑠 − 𝑠𝑈𝑥 𝑠 −1 है जिसे हल किया जा सकता है फिर से यह एक रैखिक डिफरेंशियल एक्वेशन है और इन निरंतर गुणांक वाले हैं तो हम यह सहायक समीकरण m2− 𝑠 0 प्राप्त कर सकते हैं इसलिए m यहाँ ±√𝑠 होगा तो ये दो अलग अलग मूल हैं इसलिए हम c1esxc2e sx प्राप्त करेंगे और फिर वह मानार्थ कार्य होगा और फिर इस वजह से हम इस विशेष इंटीग्रल को 1s के रूप में भी प्राप्त करेंगे तो इस डिफरेंशियल एक्वेशन का हल है जो यहां लिखा गया है अब हम सीमा की स्थितियों पर विचार कर सकते हैं तो सीमा की शर्तें दी गई थीं एक 𝑢𝑥𝑡 था क्योंकि x ∞ पर जाता 1 है और दूसरा 𝑢0𝑡 0 के बराबर है तो पहली शर्त कहती है कि x जाता है 0 जब हम लैपलेस ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो दाहिना हाथ 1 होता है 1 का लैपलेस ट्रांसफॉर्म 1s होता है तो वह शर्त दी गई है जिसे हम अपने समीकरण में वहां लागू कर सकते हैं इसलिए यदि हम यह लेते हैं कि यह x 0 पर जाता है तो यह स्पष्ट है कि यह 1s है तो जब हम इसे वहां लागू करते हैं तो यह1s है और फिर हमारे पास c1esx है और फिर हम यहां ले रहे हैं सीमा x ∞ पर जाती है दूसरा टर्म वैसे भी गायब हो जाएगा क्योंकि यह एक माइनस टर्म है तो दूसरा कार्यकाल गायब हो जाएगा और यहाँ इसका अस्तित्व 1sके बराबर है और यहाँ हमारे पास c1esx है तो यह तब संभव है जब c1 0 है जब c1 0 है अन्यथा घातांक की यह सकारात्मक शक्ति इस पद को तक ले जाएगी लेकिन इसे 1s के बराबर करने के लिए यह 0 होना चाहिए c1 को 0 होना चाहिए यह स्वाभाविक रूप से 0 है और बाईं ओर 1s है तो हमारे पास दाहिने हाथ की ओर भी यह 1s है और यहां c1esx के साथ एकमात्र शब्द बचा है इसलिए यह रद्द हो जाता है इसलिए इसे 0 के बराबर रखते हुए c1 को 0 होना चाहिए क्योंकि यह 0 पद नहीं है तो c1 को 0 होना चाहिए और हम दूसरी बाउंड्री कंडीशन का उपयोग कर सकते हैं ताकि 𝑈0 𝑠 के 0 बराबर हो जो इस समीकरण से इस c1 और c2 के बीच एक संबंध देगा लेकिन c1 0 है इसलिए c2 1s है तो आखिरकार हमें क्या मिला हमें 1se sx1s के बराबर समाधान 𝑈𝑥 𝑠 मिला जिसे हम उलटा कर सकते हैं तो उलटा लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हुए हमें 1 L 11se sx मिलेगा और फिर हमारे पास 1s 1se sx होगा जिसे अगर हम पिछले व्याख्यान से याद करते हैं तो इसका लाप्लास उलटा1 erf था तो फिर 1 और 1 रद्द हो जाते हैं और हमारे पास एरर फंक्शन erf है तो यह इस हीट एक्वेशन को हल करने के लिए उस एरर फंक्शन का अनुप्रयोग है ठीक है इसलिए हम इसी तरह के चरणों का पालन कर सकते हैं उदाहरण के लिए यह वेव एक्वेशन जहां हमारे पास प्रारंभिक स्थिति है हमारे बाउंड्री कंडीशंस की शर्तें हैं और बिल्कुल हमें दोनों तरफ 𝑡 के संबंध में लाप्लास ट्रांसफॉर्म करना है तो यहां यह डेरीवेटिव थ्योरम लागू होता है तो हमारे पास शून्य से a2d2dx2Yxs होता है जो इन प्रारंभिक शर्तों को शामिल करने के बाद ये दो शब्द गायब हो जाएंगे और हमारे पास क्या है हमारे पास एक बहुत ही सरल डिफरेंशियल एक्वेशन हैं जिन्हें हम आसानी से हल कर सकते हैं तो यह 𝑌𝑥 𝑠 को c1esaxc2e sax रूप में दिया जाता है और अब हम बाउंड्री कंडीशंस का उपयोग कर सकते हैं वह दो बाउंड्री कंडीशन तो पहला कहता है कि जब x अनंत तक जाता है 𝑌𝑥 𝑠 0 होता है तो इस बाउंड्री कंडीशन को लागू करने पर हम पाएंगे कि c1 को 0 होना चाहिए क्योंकि यदि बाएं हाथ की ओर 0 है और यह जा रहा है 0 तो यह 0 होना चाहिए इसलिए c1 को 0 होना चाहिए तो हमारा पहला संबंध है दूसरा संबंध दूसरी स्थिति से आ रहा है जब लाप्लास ट्रांसफॉर्म को वहां ले जाया जाता है तो हमारे पास 𝑌0 𝑠 के 2s2 रूप में होता है एस२ और वहाँ से जब हम यहाँ इस समीकरण पर विचार करते हैं तो हम प्राप्त कर सकते हैं अतः हम c2 को s22 के रूप में प्राप्त करेंगे तो इस समीकरण में इन c1 और c2 को वहां प्रतिस्थापित किया जा सकता है c1 0 है इसलिए केवल c2 ही बचेगा और फिर हम इस 𝑦𝑥𝑡 को sin 𝜔𝑡 −xa के बराबर प्राप्त करने के लिए इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए जा सकते हैं इसलिए यह एक शिफ्टिंग थ्योरम है जिसे हमें इस समाधान को प्राप्त करने के लिए यहां लागू करना होगा खैर तो इस व्याख्यान को तैयार करने के लिए उपयोग किए गए संदर्भ हैं और केवल निष्कर्ष निकालने के लिए इसलिए हमने इस लाप्लास के अनुप्रयोगों को इंटेग्रो डिफरेंशियल एक्वेशन के समाधान के लिए डिफरेंशियल एक्वेशन्स की प्रणाली के समाधान और पार्शियल डिफरेंशियल एक्वेशन्स के समाधान के लिए भी देखा है और हमने उन मानक पीडीई का उदाहरण भी देखा है तो एक हीट एक्वेशन था दूसरा वेव एक्वेशन था जिसे हमने फूरियर ट्रांसफॉर्म का उपयोग करके हल किया है तो इस व्याख्यान के लिए बस इतना ही और आपके ध्यान के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं